सुप्रभात दोस्तों तीन पाठ्यक्रम एयरक्राफ़्ट परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी और कंट्रोल aircraft performance stability and control इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंट्स इन फ्लाइट खत्म करके हम वापस आ गए हैं अब हम एयरक्राफ़्ट डिज़ाइन पर नया पाठ्यक्रम शुरू करेंगे मुख्यतः हम एयरोडायनेमिक विचारों पर आधारित कांसेप्चुअल डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित करेंगे हम ज्यादातर एयरक्राफ़्ट डिज़ाइन में प्रदर्शन पर आधारित मुद्दों पर बात करेंगे हम नागरिक परिवहन विमानों पर ज्यादा बात करेंगे हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे की हवाई जहाज़ों को कैसे डिज़ाइन किया जाए ताकि उनमें सही तरह के हैंडलिंग गुण हो हम यह भी बात करेंगे की विंग टेल वर्टिकल टेल हॉरिजॉन्टल टेल को कैसे आयोजित किया जाए ताकि सही मात्रा में स्टेबिलिटी मार्जिन डैंपिंग रेशियो और नेचुरल फ्रिकवेंसी मिले जिसको हमने पहले भी देखा है हमने पहले 3 पाठ्यक्रमों में जो भी कुछ सीखा है उनको याद करने का समय है यह पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले हम यह समझ ले की हमारे देश में विभिन्न क्षमताओं वाले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए हैं हाल ही में अद्भुत मंगलयान ने 104 उपग्रहों को विशेष कक्षाओं में तैनात किया है यह सारी चीजें डिज़ाइन की बात करती है हमें हवाई रक्षा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिज़ाइन करने में भी काफी सफलताएँ मिली हैं हमें लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ़्ट Light Combat Aircraft LCA बनाने में भी जबर्दस्त सफलता मिली है और साथ ही देश उसके अगले संस्करण और उच्च क्षमताओं के लिए काम कर रहा है लेकिन आप देखेंगे कि हमने नागरिक परिवहन विमानों के डिज़ाइन में काफी कुछ नहीं किया है यह पाठ्यक्रम उसी पर समर्पित है इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को प्रेरित करना और उनका तकनीकी सशक्तिकरण करना है ताकि अगले 10 से 20 सालों में हमारा अपना नागरिक परिवहन विमान हो तो इस प्रेरणा के साथ मैं अपनी एयरक्राफ़्ट डिज़ाइन की समझ को आपके साथ बांटूंगा यह समझिए कि जब मैंने कहा कि हम अच्छे नागरिक परिवहन विमान नहीं बना पाए हैं तब मैंने नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी NAL National Aerospace Laboratory के द्वारा बनाए गए HANSA 3 प्रशिक्षण विमान को नज़रअंदाज़ नहीं किया है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद हमें सारस विमान के साथ कुछ सफलता मिली है और मुझे पूर्ण विश्वास है की NAL नए उद्यमों के साथ आएगा लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या आप लोग तैयार हैं क्या हम सही तरह की मानव शक्ति तैयार कर रहे हैं जो इन चुनौतियों का सामना कर सके यह पाठ्यक्रम एक छोटे तरीके से ही सही इस आवश्यकता को पूर्ण करने में मदद करेगा पाठ्यक्रम पर वापस आते हैं एक विमान को देखकर हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जैसे कि मैं यह विमान देख रहा हूं जो SINUS 912 motor glider है अगर मैं एक सामान्य यात्री की तरह इसे देखूं तो मेरा पहला ध्यान इस प्रोपेलर की तरफ जाएगा जोकि इंजन की तरफ है यह प्रोपेलर घूमता है और पर्याप्त शक्ति उत्पादित करता है जो इसे सही गति और लिफ्ट प्रदान करता है लेकिन एक यात्री के दिमाग में क्या आएगा जिस क्षण वह यह एकमात्र प्रोपेलर देखेगा वह बोलेगा हे भगवान सिर्फ एक ही प्रोपेलर अगर कुछ हो गया तो क्या होगा तो यात्री पर यह प्रभाव पड़ता है उसे विंग और वर्टिकल टेल से कोई परेशानी नहीं है उसका सीधा ध्यान इंजन पर ही जाता है उदाहरण के लिए वह पूछेगा की यह एकमात्र इंजन क्यों है क्या होगा अगर यह इंजन बंद हो गया लेकिन अब इसी विमान को आप मेंटेनेंस इंजीनियर की नजर से देखो वह काफी निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेगा की हर पुर्जा विश्वसनीय और उड़ने योग्य है वह विंग को भी देखेगा और पीटोट ट्यूब को भी देखेगा आपको पता है यह पीटोट ट्यूब विमान की रिलेटिव स्पीड बताता है इसलिए वह इस बात का विशेष ध्यान रखेगा की पीटोट ट्यूब किसी बाहरी चीजों से अवरुद्ध ना हो इसलिए उसे ढकना अनिवार्य नियमों का हिस्सा है इसलिए एक इंजीनियर पूर्णतः मेंटेनेंस की नजर से देखेगा उसे यह चिंता नहीं है की यह डिज़ाइन या फिर लैंडिंग गियर का कोण सही है या नहीं क्योंकि उसे भरोसा है की यह डिज़ाइन सही तरीके से किया गया है वह मेंटेनेंस की नजर से देखेगा की विमान सही तरीके से उतरा या नहीं कई बार हेवी लैंडिंग के बाद वह तुरंत आएगा और मेंटेनेंस कार्यक्रम के अनुसार लैंडिंग गियर को चेक करेगा वह यह भी चेक करेगा की यह ऐलेरोन यह कंट्रोल सरफेस एलीवेटर्स रडर पायलट के स्टिक हिलाने से सही तरह से मैनुअल के अनुसार मुड़ते हैं या नहीं लेकिन इस पाठ्यक्रम में सवाल यह है की किसी विशेष मिशन में उसे कितना मुड़ना चाहिए और पायलट को कितना स्टिक फोर्स लगाना होगा एलिवेटर को ऊपर नीचे करने के लिए इन सब का सही से मूल्यांकन डिज़ाइन करने के पहले करना होगा जब एक बार ऐलेरोन का क्षेत्र सुनिश्चित हो जाए तब डिज़ाइन का अगला भाग आता है क्योंकि ऐलेरोन डिफ्लेक्शन याविंग मोशन के साथ कपल हो जाता है ऐलेरोन मुख्यत रोल मोशन के लिए है लेकिन जैसे वह रोल होता है वैसे ही यौ भी होता है इसलिए उसके चलते विमान में याविंग मोशन भी होगा जिसे आपको रडर से सही करना होगा इसलिए डिज़ाइनर हर पुर्जे के प्रभाव को अलग से नहीं बल्कि सबके साथ में देखेगा तभी वह अच्छा डिज़ाइन होगा जब आप हर पुर्जे का सही तरीके से फायदा उठाते हैं तभी पूरा विमान हैंडलिंग की ज़रूरतों के आधार पर उड़ने योग्य बनता है कृपया करके यह नहीं भूले की कोई भी विमान डिज़ाइन करें अंत में उसे पायलट को ही उड़ाना है इसलिए जब पायलट मशीन उड़ाए और ज़मीन पर उतरे तो उसे यह कहना चाहिए कि वाह उड़ाने के लिए क्या शानदार मशीन है ना की हे भगवान मुझे एलिवेटर या ऐलेरोन मोड़ने के लिए इतनी ताकत लगानी पड़ रही है कि मैं थक जा रहा हूं इसलिए ये सारे सुझाव लेकर अंतिम में विमान डिज़ाइन करते हैं एक और समझने वाली बात है कि अगर आप किसी विशेष गति या कोण पर उड़ना चाहते हैं तो सवाल यह है की क्या विमान संरचनात्मक रूप से उतना डायनामिक लोड सहन करने में सक्षम है या नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐलेरोन मोडू लेकिन ऐलेरोन खुद ही विकृत होने लगे ऐसे में ऐलेरोन कारगर साबित नहीं होगा इसलिए स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर को इस बात का ध्यान रखना होगा आप इसे केंटिलिवर विंग की तरह देख सकते हैं यहां रूट पर बेंडिंग मोमेंट होगा और विंग पर टॉर्क भी लग सकता है विंग को बेवजह डिफलेक्ट नहीं होना चाहिए अगर होता भी है तो उन डिफलेक्शंस का पहले से आकलन करके डिज़ाइन के दौरान ही आवश्यक सुधार कर देना चाहिए अगर हम फिर से डिज़ाइनर के नज़रिए से देखेंगे तो यह लंबे विस्तार वाला भाग विंग है यह मुख्यत पर्याप्त लिफ्ट उत्पन्न करता है विमान के भार को संतुलित करने के लिए जैसे ही हम इसके बारे सोचते हैं तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वह यह है की किसी विशेष गति पर पर्याप्त लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए कितने विंग एरिया की जरूरत होगी तो जब आप विंग को देखते हैं तो पहली सोच यही होती है की विंग एरिया कितना होगा लेकिन हमें यह भी पता है की हमें सिर्फ एरिया ही नहीं बल्कि विंग का एस्पेक्ट रेशियो भी देखना है क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाने से इंड्यूस ड्रैग कॉम्पोनेंट कम होता है हमें यह भी पता है कि हमें लिफ्ट टू ड्रैग रेश्यो भी सही बनाए रखना है इसके बाद हम एरोफोइल के लिए जाएंगे अगर मैं ऐसा एक क्रॉस सेक्शन लूं हम एरोफोइल चुनने की कला पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह विंग डिज़ाइन करने में बहुत जरूरी हो जाता है जब हम एक प्रोफाइल चुनते हैं तो मुख्यत यह देखते हैं की लिफ्ट उत्पन्न करने में वह कितना कारगर है और लिफ्ट बढ़ाने के लिए क्या हर्जाना देना पड़ेगा विंग को किस तरह का CLCD देना है एक और जरूरी चीज स्टॉल एंगल है विंग का स्टॉल एंगल क्या है और एरोफोइल को कैसे बदले ताकि कुछ जरूरी मापदंड कुछ समय के लिए अनुकूलित हो जाए हम स्टॉल एंगल को ज्यादा महत्व देंगे तो यह सारी चीजें फैसला करेंगी की हम किस तरह का एरोफोइल प्रयोग करेंगे हम कक्षा में डिज़ाइन अभ्यास में विस्तार से बात करेंगे लेकिन डिज़ाइन करने के पहले यह जरूरी है कि आप चीजों को बिना फॉर्मूला के दिल से सराहना सीखें मैं यही चाहता हूं अब विंग से मैं यहां आता हूं यह हॉरिजॉन्टल टेल है यह एलिवेटर है यह वर्टिकल टेल है और यह रडर है यह जानना भी जरूरी है की हॉरिजॉन्टल टेल का एरिया कितना होना चाहिए क्या उसे एलिवेटर की तरह प्रयोग करना चाहिए जब हम पूरे हॉरिजॉन्टल टेल् को एलिवेटर की तरह प्रयोग करते हैं तो उसे मूवेबल टेल कहते हैं उसी तरह से रडर और वर्टिकल टेल है यहां वर्टिकल टेल का 40 रडर है या 50 या 60 या फिर पूरा एरिया यह सारे फैसले एयरक्राफ़्ट डिज़ाइन को कांसेप्चुलाइस करने से पहले लेने पड़ते हैं यह सारी चीजें मैंने आपको कंफीग्रेशन के नज़रिए से बताएं लेकिन विंग का क्या काम है सिर्फ हमारे मुताबिक पर्याप्त लिफ्ट और ड्रैग रेशियो देना और विंग एरिया से पर्याप्त लिफ्ट उत्पन्न करना इस बात को दूसरे विमान से समझते हैं तो हम बात कर रहे थे पर्याप्त विंग एरिया और एरोफोइल के एस्पेक्ट रेशियो के बारे लेकिन आप देख सकते हैं कि यह इंजन तेल से चलता है इसलिए तेल को विमान में साथ ले जाने की जरूरत है इसलिए हमें एक तेल की टंकी की जरूरत है यहां देखिए यह एक तरह का कॉन्बिनेशन है तो डिज़ाइन कॉन्बिनेशन में हम देखेंगे कि लोग तेल की टंकी को विंग के अंदर रखते हैं इसका मतलब एरोफोइल चुनते समय हमें यह भी देखना होगा की विंग में तेल की टंकी आ पाएगी या नहीं तो यह चीजें भी विंग की मोटाई और एरोफोइल के चुनाव का फैसला करती हैं क्योंकि हर एरोफोइल का थिकनेस टू कोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पहले से निर्धारित होता है तेल की टंकी को बिना सोचे समझे कहीं भी नहीं रख सकते क्योंकि इसका भार विमान का लगभग 30 होता है इसलिए उसका स्थान विमान के सेंटर ऑफ ग्रैविटी का स्थान तय करेगा उससे भी ज्यादा जरूरी यह बात है कि तेल खत्म होते जाता है तो अगर हम सावधान नहीं है तो जैसे ही तेल खत्म होगा सेंटर ऑफ ग्रैविटी के स्थान में काफी बड़ा परिवर्तन हो जाएगा जो कि विमान के संतुलन को सीधे प्रभावित करेगा क्योंकि हम जानते हैं की संतुलन और सेंटर ऑफ ग्रैविटी का स्थान आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए तेल की टंकी को रखने के लिए विंग और एरोफोइल का कॉन्बिनेशन डिज़ाइन करने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी मैं इस बात पर ज़ोर देना चाह रहा हूं की हर चीज की अलग से विशेषता जानना जरूरी है लेकिन यह भी जरूरी है की काफी ज़रूरतों को एक साथ कैसे पूरा किया जाए जो कि हर बार संभव नहीं हो पाएगा इसलिए सही मायनों में ऑप्टिमाइजेशन हर समय संभव नहीं होगा लेकिन हम यह कह सकते हैं की चीजें पर्याप्त तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है एरोफोइल और तेल की टंकी के अलावा यह रिब्ज भी है यह विंग की आकृति को बनाए रखते हैं यह सवाल आता है कि ऐसे कितने रिब्ज होने चाहिए कितने लोड बियरिंग मेंबर और लोंगेरोन्स होने चाहिए विमान के बेंडिंग और टार्जन भार को ऐसी संरचना प्रयोग करके कैसे मेंबर्स के बीच सुरक्षित रूप से विस्तृत किया जाए इसलिए यह काफी जरूरी है की रिंग ऐसा डिज़ाइन करें कि उसके अंदर तेल की टंकी रखने के लिए पर्याप्त जगह हो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कैसे विंग के अंदर स्टीफनर और लोंगेरोन्स रखें ताकि वह संरचनात्मक रूप से मजबूत रहे और आप देख सकते हैं कि एयरोडायनेमिक्स स्ट्रक्चर और इंधन की टंकी इन तीनों चीजों को कैसे एक मिशन के लिए एकत्रित करें यह मिशन की ज़रूरतों पर निर्भर करता है मिशन की जरूरत है क्या है इसकी चर्चा हम कक्षा में करेंगे तो विंग के मामले में यह सारी चीजें जरूरी है लेकिन अगर आप इंजन को देखें तो हम इंजन नहीं डिज़ाइन करते हैं कुछ ही कंपनियां इंजन बनाती है तो विमान के पावर और थ्रस्ट की जरूरतों के आधार पर हम इंजन चुनेंगे और उसे विमान में फिट करेंगे विमान में प्रयोग होने वाले दूसरे सेंसर भी हम खुद नहीं बनाते हैं हालांकि आजकल के समय में यह चीजें बदल रही है चुंकी हम खुद से सारी चीजें नहीं बना रहे हैं इसलिए कभी कभी ऑप्टिमाइजेशन में बाधाएं आ सकती है आप कुछ चाह रहे हैं लेकिन मिल कुछ और रहा है तब आपके पास कोई उपाय नहीं बचता और मिशन की ज़रूरतों से समझौता करना पड़ता है मुझे विश्वास है कि हमारा देश भी आज ना कल सेंसर ज़रुर बनाएगा क्योंकि काफी कोशिशें की जा रही है अगर यह भाग देखें जोकि एक तरह का लैंडिंग गियर हैं तो इसके बेस की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए कितनी दूरी की जरूरत है यह सारी चीजें कांसेप्चुअल डिज़ाइन के अंदर आती है आप सोच सकते हैं कि अगर देश की लंबाई छोटी हो तो संतुलन नहीं रहेगा और विमान गिर सकता है यह सारी छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देंगे क्योंकि अंतिम में इसे कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका हम आनंद ले सकें इसीलिए यह चीजें काफी आराम से देखेंगे यह इस कोर्स का यूएसपी USP unique selling point है यह कोर्स काफी धीरे चलेगा ताकि आप सब इस कोर्स के हर क्षण का आनंद ले सके हम आगे पीछे जाकर अभी के डिज़ाइन के कांसेप्ट की पुष्टि करेंगे ताकि पाठ्यक्रम के अंत में आप आत्मविश्वास से यह कह सके कि हां मुझे यह सारी चीजें पता है तो हम अपना अगला पाठ कक्षा में करेंगे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और एयरक्राफ़्ट डिज़ाइन के इस पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद